इस अभ्यास क्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है 'डिजास्टर रिकवरी एंड बिल्ड बैक बैटर' आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण आज हम जीएडीआरआई ग्लोबल एलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के चौथे शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में जापान में क्योटो विश्वविद्यालय में हुआ था उसमें हुई कुछ चर्चाओं के सारांश के बारे में बात करने जा रहे हैं मैं एक समूह का सहायक था मैं जोखिम स्वास्थ्य और डीआरएम के सामाजिक आयाम के बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा किस तरह से विभिन्न धारणाओं ने इस विशेष पहलू को संक्षेप में प्रस्तुत किया है और कैसे डॉ सुभज्योति ने अपने व्याख्यान में जीएडीआरआई और उसके उपक्रम के बारे में उल्लेख किया है इसलिए मैं हाल ही में जीएडीआरआई शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो अभी 13 से 15 मार्च को हुआ था और जहां मैं इस विशेष समूह का सहायक था यहां 2 विषय हैं जोखिम के सामाजिक आयाम और स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम इसके लिए 13 मार्च को क्योटो विश्वविद्यालय के डीपीआरआई आपदा निवारण अनुसंधान संस्थान में चौथे वैश्विक शिखर सम्मेलन में 1 डी की समूह चर्चा हुई थी मुख्य अध्यक्ष पद पर सुभाज्योति समादर और कोलिन्स सह अध्यक्ष पद पर यूची ओनो स्वास्थ्य वर्जीनिया मुरै औरसहायक में मैं स्वयं सतेश पासुपुलेटी और रॉबिन ईव मिलर शामिल थे जब हम जीएडीआरआई के बारे में बात करते हैं तो यह उन सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जो आपदा बहाली और उससे संबंधित अनुसंधान कर रहे हैं इसलिए यह इन सभी संस्थानों के लिए एक साथ होने का ज्ञान प्रदान करने का और नीति अभ्यास और सिद्धांत को सूचित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है डीपीआरआई इन सभी शोधकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए गहन प्रयास कर रहा है ताकि हम डीआरआर प्रथाओं का बेहतर तरीके से समर्थन कर सकें आपदा जोखिम को कम करने के लिए शोध संस्थानों का तीसरा ग्लोबल शिखर सम्मेलन हुआ जिसे जीएसआरआईडीआरआर कहते हैं जहां विज्ञान और नीति निर्माण को विस्तृत करने की बात हुई यह पिछले साल 19 से 21 मार्च का कार्यक्रम था और मैंने कई अलग अलग हितधारकों के साथ चर्चा में भाग लिया विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ हमने कुछ विषयों पर चर्चा की और आखिरकार हमने अपने निष्कर्षों को वहां मौजूद समुदाय को प्रस्तुतकिया और इसे आगे कैसे लेकर जाएं इस पर विचार किया संस्थानों की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता बढ़ाने के विषय पर आपदा जोखिम को कम करने के लिए अनुसंधान संस्थानों के वैश्विक चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ मैं जोखिम और स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम और डीआरएम की चर्चा का हिस्सा था श्रीकांत इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे मैं और रॉबिन उनके सहायक थे इस सत्र का उद्देश्य यह था कि प्रभावी डीआरआर के लिए जोखिम के सामाजिक निर्माण अनुसंधान का उपयोग कैसे किया जा सकता है जोखिम के सामाजिक आयाम की मान्यता तक पहुंचने के लिए हितधारकों के बीच चर्चा की गई कि कैसे जोखिम की समझ को बेहतर तरीके से परिचालित किया जा सकता है डीआरआर के प्रतिरूपों को डिजाइन करने के लिए जोखिम की समझ कैसे मदद कर सकती है भविष्य में होने वाले आपदा जोखिम के सामाजिक आयाम से संबंधित अनुसंधान को प्रतिबिंबित कर विवरण करना है हमें कई प्रश्न भी मिले जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए वर्तमान में समाज के भीतर खतरों जोखिमों और आपदाओं को किस हद तक जाना जाता है डीआरआर के लिए जोखिमों का सामाजिक निर्माण कैसे प्रभावी हो सकता है और कैसे अलग अलग डीआरआर हितधारकों के आसपास जोखिम की बेहतर समझ का संचार किया जा सकता है किस तरह से जोखिम सहायता के सामाजिक आयामों की समझ डीआरआर को प्रेरित करती है तो यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था और उसके बाद प्रत्येक समूहों के भीतर गहन विचार विमर्श हुआ और हम अलग अलग हितधारकों से अलग अलग दृष्टिकोण एकत्र कर रहे थे और फिर हम एक सरल चित्र में इस वैचारिक समझ को संकलित करने का प्रयास करते हैं किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए जोखिम का संदर्भ अपने आप में एक अलग अर्थ रखता है यहां पर मैं पहाड़ी के किनारे पर रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं उन अधिक संवेदनशील स्थितियों के बारे में बात कर रहा हूं जो इन आपदा जोखिमों से ग्रस्त हैं आपदा केवल एक प्राकृतिक संदर्भ नहीं है बल्कि यह सामाजिक भेद्यता है यह कैसे उन्हें जोखिम और संकट में डालती है और यही H V R है क्योंकि संसाधनों कौशल क्षमताओं का असमान वितरण हुआ है इसलिए आपदा एक सामाजिक निर्माण है अगर कोई व्यक्ति दक्षिण अमेरिका में है और कोई ऐसा जो जापान में है अगर दोनों भूकंप के समान परिमाण से टकराते हैं तो वे कैसे आपदा के लिए तैयार होते हैं और उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है सब कुछ यह बताता है कि प्रत्येक समुदाय ने कौशल की अपनी क्षमताओं के साथ कैसे प्रतिक्रिया दी है ताकि आप खतरों द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना कर सकें अब मैं तीसरे बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं अधिक बार हम सामाजिक आयाम के बारे में बात करते हैं यह एक बहुत ही दार्शनिक पहलू है 'मैं' कैसे 'हमारे' 'दूसरों' और 'आपके' लिए जवाबदेह हूं इसलिए जब हम जोखिम और समाज के बारे में बात करते हैं तो यह 'मैं' के साथ शुरू होता है और यह 'मैं' और 'हम' कैसे एक समुदाय से संबंधित हैं और 'हम' एक 'बड़े समूह' और 'आपसे' कैसे संबंधित हैं हम वास्तव में वैश्विक समुदाय को एक अलग परिप्रेक्ष्य में कैसे देख सकते हैं कैसे हम जोखिम कारक पर विचार करने और योगदान करने में सक्षम हैं ज्ञान स्थानीय और वैज्ञानिक ज्ञान जोखिम को अलग अलग तरीके से समझते हैं वैज्ञानिक समुदाय हमेशा स्थानीय ज्ञान को कमज़ोर समझता है जब एनजीओ शामिल होते हैं वैज्ञानिक समुदाय हमेशा यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग कई वर्षों से क्या कर रहे थे और उनके तरीके अच्छे नहीं थे इसलिए हमें अन्य तरीके खोजने चाहिए स्थानीय ज्ञान प्रणाली किस तरह से भेद्यता को कम करती है और कोई कैसे इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है स्वीकार्य और अस्वीकार्य जोखिमों की बहुत कम जानकारी उपलब्ध है क्योंकि जो मुझे स्वीकार्य है वह दूसरे व्यक्ति को जो एक अलग सांस्कृतिक या विकास पृष्ठभूमि से आते हैं उन्हें स्वीकार्य नहीं हो सकता है यह देखना जरूरी है कि किसी को जोखिम में क्या स्वीकार्य और अस्वीकार्य है क्योंकि विभिन्न संस्कृतियां अलग तरीकों को मानती हैं और इसके बारे में बहुत कम प्रलेखित और स्थानांतरित किया गया है स्कूल शिक्षा में डीआरआर को एक संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकिकेवल एक दिन में डीआरआर हमारे समाज में नहीं आ सकता स्कूल स्तर पर इन अवधारणाओं को पेश करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों जैसे रोहित जिज्ञासु द्वारा इसकी वकालत की गई है कई अन्य विशेषज्ञों ने बताया है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए स्कूल स्तर की शिक्षा मेंइसे शामिल करना होगा ताकि बच्चे संवेदनशील बन सके और आपदा के समय पहले से ही तैयार होकर खुद को संभाल सके हमें सबूत आधारित ज्ञान में सुधार लाना होगा इन आयामों में सेहमने कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है जहां कार्यान्वयन अंतराल और चुनौतियां हैं हमारे पास नियामक ढांचा है जहां कुछ नीति नियम और कानून हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के नियामक ढांचे कभी कभी परस्पर विरोधी होते हैं नीति को अमल करने की आवश्यकता है यह एक पहलू है लेकिन धारणाओं के बारे में बात करना अन्य पहलू है जोखिम के बारे में समझना बहुत ही व्यक्तिपरक है क्योंकि यह इस बात से भी परिभाषित होता है कि कौन इसे सही समझ रहा है जब हम जोखिम के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही व्यक्तिपरक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे जोखिम किससे किसके लिएऔर कब बन जाता है ये सभी प्रश्न स्वभाव से बहुत व्यक्तिपरक हैं क्योंकि यह समुदाय राष्ट्र और संस्कृति से भिन्न होते हैं आप जानते हैं कि एनजीओ वैज्ञानिक समुदाय और स्थानीय सरकारें जोखिम को कैसे समझती हैं इसलिए इन सभी चीजों को एक धारणा के रूप में संबोधित करने में विभिन्न चुनौतियां हैं समुदाय के क्षैतिज स्तर के भीतर और समुदायों के बीच अंतराल हैं इस बात में भी अन्तर है कि शिक्षा शोध और नीति कैसे सोचती है एक तर्क अंतराल जाल तंत्र है जो इस शिक्षा अनुसंधान नीति और अभ्यास में मौजूद है जब हम सामुदायिक समन्वय के बारे में बात करते हैं तो अनुशासन और अनुशासनहीन पहलुओं की बात होती है विषयों विभिन्न स्थानिक कौशल और प्रस्तुति के तरीके में समन्वय के मुद्दे हैं विकास के लिए संचार को अच्छे से प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण है जब आप विकास योजना बनाते हैं तो आप स्थानीय समुदायों को कैसे प्रस्तुत करते हैं वे इसे कैसे लेते हैं और आप इन सामुदायिक समूहों और स्थानीय सरकारों के भीतर कैसे समन्वय लाते हैं यह सब अच्छी प्रस्तुति पर निर्भर करता है साथ ही हम सभी के साथ और सहयोग की बात करते हैं यह भी देखना होगा कि वैश्विक समुदाय स्थानीय समुदायों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं और वे राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय लोगों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं कैसे ये विभिन्न खंड वैज्ञानिक और राजनीतिक समुदाय स्थितियों पर एक साथ आ सकते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें और डीआरआर की दिशा में काम कर सकें संपूर्ण योजनाबद्ध आरेख इस बात पर आधारित है कि हम इन साझेदारियों को वैश्विक अभिनेताओं वैश्विक और स्थानीयसमुदाओं के साथ कैसे ला सकते हैं हम शैक्षणिक अनुसंधान और अभ्यास एवं नीति स्तर संस्थानों के साथ साझेदारी कैसे बना सकते हैं यह आत्म विश्वसनीयता बनाम निर्भरता पर जोर देता है जिस क्षण हम इन भागीदारी दृष्टिकोणों के साथ आत्म विश्वसनीयता बढ़ाते हैं यह विश्वास में सुधार करता है यह न केवल समुदायों के बीच विश्वास बनाता है यह सरकारों स्थानीय सरकारों संस्थाओं और समुदायों के बीच विश्वास को भी सशक्त बनाता है यह वही समझ है जो विषयगत समूह ने दी है हम स्वास्थ्य के पहलू पर बात करते हैं उन कारकों को जानते हैं जो इस आपदा संदर्भ में स्वास्थ्य से जुड़े हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जोखिम हैं क्योंकि हम जो जानते हैं वह निश्चित जोखिम है लेकिन हम कुछ अज्ञात जोखिमों का सामना कर सकते हैं यह एक अप्रत्यक्ष जोखिम हो सकता है उदाहरण के लिए ज्ञात और अज्ञात जोखिमों की अनिश्चितता है नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं उदाहरण के लिए कश्मीर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ के दौरान लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने राहत कार्यों में बहुत सारे उपाय किए थे लेकिन दो तीन सप्ताह बाद जब पूरे पानी की निकासी हो गई तब महामारी और स्थानिक बीमारियाँ फैल गई यह एक प्रकार की अनिश्चितता है कि यह कब और कैसे आएगी और किस तरह की बीमारियाँ लाएंगी स्वास्थ्य और डीआरआर से संबंधित जोखिमों को समझने में अनुशासनात्मक अभिविन्यास अंतराल है दवा स्वास्थ्य और जैविक समझ अलग है विभिन्न विषयों का एक दूसरे के साथ संबद्ध नहीं है जोखिम को समझने में वे कैसे खुद को उन्मुख करते हैं यह जानना एक महत्वपूर्ण पहलू है हम असमान संसाधन आवंटन और चिकित्सा अवसंरचना देखते हैं विशेष रूप से हाशिए या प्रवण क्षेत्रों में गरीब ग्रामीण समुदाय हैं इन लोगों के पास असमान संसाधन का आवंटन कैसे होता है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में उनके पास कम बुनियादी ढांचा चिकित्सा सुविधाएं या पेशेवर विशेषज्ञता हो सकती है यह भी चुनौती में से एक है जरूरतमंद लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं कैसे मुहैया करा सकता है किसान विशेष रूप से सूखे या बाढ़ की स्थिति में जोखिम से बचने के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं इसके लिए स्वास्थ्य पहलू पर भी ध्यान देना होगा बाजार संचालित जोखिम भी इसका हिस्सा हैं क्योंकि बाजार भी कुछ दवाओं के उपभोग पर जोर देता है या वे इसमें एक निश्चित व्यवसाय क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हैं स्थिति और आवश्यक ज्ञान श्रृंखला की तुलना करने के लिए पर्याप्त रूपरेखा नहीं है हम समग्र समझ के लिए विभिन्न स्थितियों और ज्ञान की तुलना कैसे कर सकते हैं और अब एक और पहलू एंटीबायोटिसिस और कीटनाशक है क्योंकि विकासशील देश में आपको एक छोटे से बुखार के लिए भी विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स मिलते हैं यह चीज इसपर प्रभाव पैदा कर रही है कि प्रतिरक्षा के लिए प्राकृतिक क्षमताएं कितनी योग्य है यह एक व्यक्ति और समूह के प्रतिरक्षा को प्रभावित कर रहा है खाद्य पदार्थों में भारी कीटनाशकों के उपयोग से लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव होते हैं यह कैसे हमारी कोशिकाओं में वापस जा रहा है और हमारे आनुवंशिकी पर एक अलग प्रभाव पैदा कर रहा है कैसे कोई दवाओं की गुणवत्ता और कानूनी प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकता है उदाहरण के लिए हाल ही में पोलियो ड्रॉप्स पर कुछ दवा कंपनियों के साथ एक मुद्दा हुआ था बुनियादी ढांचे में ही मूलभूत स्वच्छता की स्थिति का अभाव है स्वास्थ्य और सुरक्षा डीआरआर का एक अभिन्न अंग है इस प्रकार ये सभी चीजें स्वास्थ्य और सुरक्षा में अपना योगदान देती हैं क्योंकि स्वास्थ्य की ऊपरी सीमा को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य की निम्न सीमा है सुरक्षित होना यही वह जगह है जहां डीआरआर का संदर्भ है हमें ऊपरी बिंदु से प्रेरित होने की आवश्यकता है समुदाय और बाजार के नजरिए से देखने की जरूरत है और इस तरह हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं डीआरआर में स्वास्थ्य का समय आयाम है इसलिए यह न केवल पूर्ववर्ती है आपदा के दौरान आयाम कुछ अज्ञात और प्रत्यक्ष जोखिमों के साथ 3 सप्ताह बाद भी अचानक बदल सकता है एक और सुलभ पहलू है संकट की स्थिति में चिकित्सा बुनियादी ढांचा या कार्मिक आपके लिए सुलभ हैं या नहीं या संकट की स्थिति में कोई व्यक्ति इन बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच सकता है तीसरा पहलू जवाबदेह है कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गुणवत्ता और कानूनी ढांचा आम आदमी तक पहुंच रहा है क्योंकि विकासशील देशों में केवल निजीकरण के पहलू के साथ आम आदमी और गरीब आदमी चीजों को वहन कर सकते हैं सही प्रथाओं की संबोधित करके कोई यह जान सकता है सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है यह वह जगह है जहां हमें विभिन्न स्थानीय वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ निर्माण साझेदारी की आवश्यकता है कैसे हम सही प्रथाओं की संबोधित करके यह चीजें हाशिए के समुदायों में ला सकते हैं इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस साझेदारी और समन्वय की बहुत आवश्यकता है ये कुछ निष्कर्ष हैं जो जोखिम स्वास्थ्य और डीआरएम के सामाजिक आयाम पर चर्चा का एक हिस्सा हैं